स्वागत है दोस्तों पिछली कक्षा में हम अध्ययन विधि के बारे में चर्चा कर रहे थे अब हम केस स्टडी को क्वालिटेटिव रिसर्च के अध्ययन के रूप में बात करेंगे और फिर हम इसके दूसरे पक्ष में प्रवेश करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव और रिसर्च डिज़ाइन है हम अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जैसा कि हमने चर्चा की केस स्टडी मूल रूप से एक ऐसी स्थिति है जो काफी लचीली है और यह अपने वास्तविक जीवन संदर्भ के साथ एक विशेष घटना की जांच करती है और आपको यह सुझाव दिया जाता है की आप कई स्रोत ले सकते हैं और फिर किसी विशेष मुद्दे को मान्य करने का प्रयास कर सकते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप मार्केटिंग चैनल के बारे में बात कर रहे हैं या हम एक विलय या अधिग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उस विशेष मुद्दे पर तीन से चार मामलों का गहराई से अध्ययन कर सकते मान लीजिए यह सभी केसेस आपको अपने विचारों को सही तरीके से एकाग्र करने में मदद कर रहे हैं और आप ठीक से उनका अभिसरण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह आपको विशेष प्रकार के सिद्धांत को विकसित करने में मदद कर रहा है इससे आप इससे किसी बात को सही ठहरा सकते हैं और फिर आप एक सिद्धांत का प्रस्ताव भी कर सकते हैं लेकिन मान लीजिए कि यदि वे अभिसरण नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वह केवल एक विशेष मामले के लिए विशिष्ट हो और हो सकता है कि एक स्थति में यह संभव न हो और एक स्तिथी में यह संभव हो तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए केस स्टडी अधिक यथार्थवादी हैं क्योंकि आप एक वास्तविक जीवन की स्थिति को संबोधित कर रहे हैं जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के कई अन्य मामलों में संभव नहीं है क्योंकि यह मामला काल्पनिक हो सकता है मान लीजिए कि आप जॉनसन एंड जॉनसन आईटीसीऔर यूनिलीवर इन तीन विभिन्न कंपनियो के बारे में बात कर रहे हैं अब यह बड़ी कंपनियां हैं और आपने इनका अध्ययन किया है तो यहाँ आपने तीन बड़ी कंपनियों को लिया है और फिर आप कहेंगे कि यह अध्ययन मूल रूप से बड़ी कंपनियों पर है लेकिन आप यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं क्यूंकि आपके निष्कर्ष छोटी और मध्यम कंपनियों पर भी काम कर सकते हैं आप केस स्टडी को कैसे मान्य करते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसकी विश्वसनीयता को जाँच करने की आवश्यकता है कि क्या यह विश्वसनीय है और ये सभी चीजें केवल सही अभिसरण के साथ ही संभव है हम केस स्टडी पर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि यह बहुत लचीला अनुसंधान डिजाइन है और यह स्थिरता और संस्थागत प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर शोध में विशेष रूप से उपयोगी है इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं उदाहरण के लिए दस्तावेज़ विश्लेषण जिसके बारे में मैंने बात की थी और आप कंटेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस का मतलब कुछ प्रदर्शनों से या रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करना और जो रिपोर्ट कंपनी द्वारा नियमित रूप से बार बार उपयोग की जाती है उससे यह पता चलता है कि उस कंपनी के लिए उन्मुख क्या है हम प्राथमिक और माध्यमिक सर्वेक्षण भी कर सकते है यह सब अवलोकन विधि में किया जा सकता है और यह केस स्टडी देखने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है केस स्टडी एक ऐसी चीज है जिसमें आप वास्तविक जीवन फर्म में स्थिति का अवलोकन करते हैं की वे अपने डीलरों के साथ कैसे काम कर रहे हैं जैसे कि उनके थोक व्यापारी और उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला और वे अपने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संघर्ष को कैसे प्रबंधित करते हैं यहाँ मैं आपके सामने गॉडज़िला का केस लाया हूँ और यह एक ऐसी कंपनी है जो अपने मच्छर मारने के उत्पाद को बेचने में काफी सफल हो गई है यह कंपनी एक भारतीय कंपनी नहीं है लेकिन यह कंपनी सफलतापूर्वक और बड़े तरीके से बाजार में उतरी है आम तौर पर हम सोचते हैं एक बड़ी कंपनी या ब्रांड बड़ी संख्या में प्रचार के माध्यम से अपने किसी भी उत्पाद को सफलता से बेच सकती है लेकिन इस मामले में जिस देश से यह उत्पन्न होता है वह है म्यांमार और फिर इस कंपनी ने भारत में शायद ही कोई विज्ञापन या प्रचार किया हो भारत में इसने कोई प्रमोशन नहीं किया है तो क्यों इसके बाद भी यह कंपनी उत्पाद के अर्थ में एक अत्यधिक सफल कंपनी बन गई यह बाजार में एक बहुत ही मांग वाला उत्पाद बन गया और गॉडज़िला ने यह कैसे किया जब आप ऐसी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हों तो आपको कंपनी की मुख्य पहचान करने में मदद मिलती है आपको यह भी पता लगता है की ग्राहक ने उत्पाद मूल और गुणवत्ता को कितना महत्व दिया है यदि आप इसकी पैकेजिंग को देखते हैं तो तो यह भी बहुत आक्रामक और मजबूत है आपको पता होगा की गोडजिल्ला एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म भी है तो लोगों ने महसूस किया की यह मच्छर को मारने में सक्षम होगा तो सवाल यह है कि आपको कितने केस अध्यन करने चाहिए वैसे तो चार से दस तक एक आदर्श गिनती है जैसा कि यिन और स्टेक सुझाव देते हैं कि केवल एक केस स्टडी करना भी सही है लेकिन उसमे हमे एक ही कंपनी के अंदर कई फर्मों की संख्या को स्टडी करना होगा यदि आप किसी विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जैसे चैनल सेल्स या कुछ तो कई कंपनियों को लिया जाना चाहिए या आदर्श परिस्थितियों को लिया जाना चाहिए और फिर उन्हें देखें कि वे अभिसरण कर रहे हैं या नहीं अगर वे किसी भी डेटा विश्लेषण को कर रहे हैं तो मूल रूप यह देखने की कोशिश करें कि क्या हमने सैम्पल्स से जो कुछ भी प्राप्त किया है क्या हम उसे पूरी जनसंख्या में एक्सट्रपलेशन कर सकते है वही काम हम केस स्टडी पद्धति में हम कर रहे हैं अगर हम चार केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो हम इसे प्रस्तावित करने की कोशिश कर रहे हैं की असल बज़ार में भी ऐसा ही हो रहा है और फिर आप इन बातों का ध्यान रख के एक केस स्टडी तैयार करते हैं आपको यह भी ध्यान रखना है की आप किस घटना का अध्ययन कर रहे है क्या यह वितरण में चैनल या यह चैनल में संघर्ष है या यह उत्पाद की सफलता का मामला है और आपके प्रमुख शोध के प्रश्न क्या हैं अब यह बहुत महत्वपूर्ण है की आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं या डिस्कॉपटीव रिसर्च जैसा की मैंने कहा की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप खोज कर रहे हैं आपके पास पहले से कोई विचार नहीं है इसलिए यहां हम शोध के सवाल ही पूछने की कोशिश करते हैं क्यूंकि यहाँ हमारे पास कोई परिकल्पना नहीं है एक परिकल्पना या धारणा मूल रूप से केवल तभी की जा सकती है जब आपके पास किस चीज़ के बारे में निश्चित विचार हो तो एक बात निश्चित रूप से है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको एक परिकल्पना विकसित करने या तैयार करने में मदद करता है लेकिन इस परिकल्पना का परीक्षण इसका हिस्सा नहीं है अब जानते की इसके प्रमुख सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारक क्या हैं जो इसका वर्णन करते हैं इसके लिए दो सामान्यीकरण हैं एक स्टैटिस्टिकल और दूसरा थ्योरेटिकल तो आप विश्लेषण की केस स्टडी पद्धति से एक सिद्धांत विकसित कर सकते हैं या आप इसके तहत रिसर्च पापुलेशन का वर्णन कर सकते हैं डेटा प्रबंधन को आप रिकॉर्ड कर भी सकते हैं या रिकॉर्ड नहीं भी कर सकते हैं आप केवल साक्षात्कारों को प्रतिलेखित करते हुए देख सकते हैं और आप डेटा को कोड करके किसी प्रकार के एक्सेल या किसी डेटाबेस में फिट कर सकते हैं फिर आप इस डेटा का विश्लेषण करते हैं और उस पैटर्न को समझते हैं जो आपके रुचि के एक विशेष क्षेत्र में उभर रहा है फिर आप रिपोर्ट लिखते हैं तो यह मूल रूप से केस स्टडी के बारे में है मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे की केस स्टडी एक वास्तविक जीवन की स्थिति है जहां आप किसी स्थिति को समझना या उसके किसी नए पहलू का पता लगाना चाहते हैं अब अगला महत्वपूर्ण भाग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है यह निर्णायक शोध का हिस्सा है निर्णायक निष्कर्ष दो प्रकार के शोध होते हैं एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा कैज़ुअल है तो डिस्क्रिप्टिव में आप एक विशेष घटना का वर्णन करते हैं और उसे परिभाषित करते हैं आप अपने विचार का यहाँ केवल वर्णन करते है कृपया याद रखें की इसके लिए किसी के पास कोई विचार होना अनिवार्य है इसलिए एक डिस्क्रिप्टिव स्थिति में ही आप एक परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं परिकल्पना को विकसित करने की मदद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मिल सकती है लेकिन फिर इस परिकल्पना का परीक्षण डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है तो यहाँ आप परिकल्पना तैयार करते हैं और इसका परीक्षण करते हैं अब इसमे मूल रूप से आप डेटा एकत्र करते हैं उदाहरण के लिए जैसा कि आप एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके डेटा को सही तरीके से एकत्र कर सकते है कभी कभी यह संरचित नहीं हो सकता है यह अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर हो सकता है अब ये सर्वेक्षण विधि के शास्त्रीय तरीके है आप इसे व्यक्तिगत तरीके से टेलीफोन पर कैसे कर सकते हैं आइये जानते हैं उदाहरण के लिए किसी मॉल में या किसी के घर में या किसी मोहल्ले में भी जहां आप प्रतिवादी को ढूंढ सकते हैं आप यह तरीका अपना सकते हैं यह आप मेल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी हम करते हैं तो पारंपरिक टेलीफोन साक्षात्कार पद्धति इस प्रकार है कि इसमें एक सैंपल को फोन करके उत्तरदाताओं से प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछी जाती हैं उसी प्रकार यहाँ एक महिला और सज्जन फोन पर बैठे हैं वे कुछ पूछ रहे हैं और लोग उनके सामने बैठे है अब यह हॉल मार्क का केस स्टडी है आप जानते हैं होंगे कि हॉलमार्क एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनी है वे जानना चाहते थे कि महिलाएं कितनी बार अपनी महिला दोस्तों के संपर्क में रहना पसंद करती हैं इसके लिए उन्होंने 18 39 आयु वर्ग के लोगों के बीच एक सर्वेक्षण किया और उत्तरदाताओं के बीच किए गए टेलीफोनिक सर्वेक्षण से पूछा गया की यह मूल्यांकन करें की वे अपने महिला दोस्तों से कितनी बार बात करती हैं अब सर्वेक्षण से पता चला की महिलाओं द्वारा अपनी महिला मित्रों के साथ जानकारी साझा करने की संभावना अधिक होती है तो इस खोज के आधार पर हॉलमार्क ने कार्ड की एक लाइन शुरू की जिसे हॉलमार्क फ्रेश इंक कहा जाता है यह उन महिलाओं को संपर्क में रख सकते हैं जो अपनी महिला मित्रों के संपर्क में रहना चाहती हैं तो वे इस कार्ड का सही इस्तेमाल कर सकती हैं हॉलमार्क के पास ग्रीटिंग कार्ड की बिक्री में अमेरिका की बाजार हिस्सेदारी का 50 हिस्सा है तो इससे उनकी बिक्री में सुधार आया तो जब आप आंतरिक कारण को समझते हैं जो अंतर्निहित कारण है की क्यों कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है या उसे क्या पसंद है यह आपको अपनी बिक्री में सुधार करने में मदद करता है तो यह व्यक्तिगत तरीका है और अगर आप देखते हैं कि एक से एक साक्षात्कार चल रहा है तो यह एक मॉल जैसी जगह है जहाँ लोगों को रोका जाता है और उनसे स्पष्ट रूप से उनकी सहमति से मॉल की सुविधाओं का परीक्षण करने के लिए कहा जाता है यह एक और व्यक्तिगत तरीका है जो कंप्यूटर की सहायता से है आप इस तकनीक में देख सकते हैं कि प्रतिवादी एक कंप्यूटर टर्मिनल के सामने बैठता है और स्क्रीन पर प्रश्न का उत्तर दें रहा है तो यह महिला सिर्फ देख रही है और रिकॉर्ड कर रही है और यह आदमी मॉनिटर के सामने प्रश्न का उत्तर दें रहा है तो मेल पद्धति बहुत पारंपरिक तरीका है और मेल पैनल भी हैं आपने देखा होगा कंपनी प्रतिक्रिया सर्वेक्षण का हिस्सा बनने के लिए अनुरोध करती है इसलिए वो क्या करते हैं वे घर का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूना एकत्र करते हैं जो भाग लेने और उत्पाद परीक्षण करने के लिए सहमत हुए हैं तो इसका उपयोग एक ही उत्तरदाताओं से बार बार जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है अगर आपको लोंगिट्युडिनल अनुसंधान और क्रॉस संस्थागत अनुसंधान याद हो तो मैं लोंगिट्युडिनल अनुसंधान के बारे में बात कर रहा हूँ जहां एक ही व्यक्ति को बार बार दोहराया जाता है इसलिए यह आखिरी ईमेल है जिसका उपयोग आजकल किया जाता है जहां कोई व्यक्ति या तो उस साइट पर जा सकता है जिसे आप वेबसाइट जानते हैं और प्रश्न वहां पर पोस्ट कर दिए जाते हैं और फिर वे उसे भर सकते हैं और वह सिर्फ एक ईमेल साक्षात्कार है तो यहाँ क्या है सर्वेक्षण ईमेल संदेश के मुख्य भाग में लिखा गया है और इसे इंटरनेट पर भेजा जाता है तो उत्तरदाताओं ने प्रश्न का उत्तर दिया और क्लिक करके इसे वापस कंपनी को या अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को भेजा तो यह मूल रूप से आप कैसे शुरू करते हैं वर्णनात्मक शोध कुछ ऐसा है जहां आप किसी घटना का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण के लिए कि अगर मैं उत्पाद की पैकेजिंग बदलता हूं तो मैं पैकेज का रंग बदल सकता हूं यह बिक्री बढ़ा सकता है या लोग कीमतों के प्रति संवेदनशील हैं तो ये बातें हमारे लिए पूरी तरह से अज्ञात नहीं हैं ये हमें ज्ञात है लेकिन तब हम ठीक से नहीं जानते हैं यह कितना व्यवहार करेगा या यह कैसे व्यवहार करेगा कभी कभी वही रंग परिवर्तन नकारात्मक भी प्रभावित कर सकता है और कुछ अन्य मामलों में समान रंग परिवर्तन सकारात्मक हो सकता है तो इस विशेष स्थिति में मान लीजिए कि शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या ली गई परिकल्पना सकारात्मक या नकारात्मक में प्रभावित कर सकती है यही वर्णनात्मक परीक्षण शोध में मदद करता है अब अवलोकन एक और तरीका है यह मूल रूप से है कि आप डाटा कैसे एकत्र करते हैं इसलिए जब आप डेटा एकत्र कर रहे होते हैं तो आप एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से पूछते हैं या आप सही अवलोकन को कभी कभी बहुत शक्तिशाली होने का निरीक्षण कर सकते हैं अब बच्चे को देखो और पूछो कि आप तितली को जानते हैं तो अलग अलग अवलोकन हैं तरीके है मूल रूप से कंपनियां व्यक्तिगत अवलोकन अधिकार का उपयोग कर रही हैं जिसके लिए यांत्रिक रूप से भी हम सही ऑडिट सामग्री विश्लेषण का निरीक्षण करते हैं तो ये अलग और ट्रेस विश्लेषण है अब मैं उन सभी के पास नहीं जाऊंगा लेकिन आप देख सकते हैं कि वह क्या कर रहा है वह व्यक्तिगत रूप से देख रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है कि कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं इसलिए पर्यवेक्षक हेरफेर नहीं करता है इसलिए वह जो कुछ भी रिकॉर्ड करता है अब ठीक वही हो रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ शोधकर्ता की ईमानदारी आती है अब यदि शोधकर्ता काफी ईमानदार है तो कभी कभी ऐसा होता है कि शोधकर्ता अध्ययनों में अपने पूर्वाग्रह का परिचय देने की कोशिश करता है जो बहुत खतरनाक है आपको इस पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा अब आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं यह सब शोधकर्ता पर निर्भर करता है उसको शोध को समझने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छा होना तो परिकल्पना कभी कभी गलत हो सकती है जिस तरह से यह माना जाता है सही हो इसे अहंकार में नहीं लेना चाहिए उदाहरण के लिए शोधकर्ता दुकान में यातायात की गणना रिकॉर्ड कर सकता है और किसी विभाग में यातायात प्रवाह का निरीक्षण कर सकता है अब यांत्रिक अवलोकन दिलचस्प था कि हम किस तरह के उपकरणों का उपयोग करते थे जो जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसे आप जानते हैं अब सुपर बाजारों में ऑनसाइट कैमरे ऑप्टिकल स्कैनर देखते हैं जो उपभोक्ता के प्रवाह को स्कैन कर रहे हैं और किस काउंटर बोलो पर वे बड़े पैमाने पर जा रहे हैं आई ट्रैकिंग मॉनिटर दिलचस्प है मैं आपको एक मामला बताऊंगा जहां एक ज्वेलरी कंपनी आई ट्रैकिंग डिवाइस लगाती है मूल रूप से वे आंखों की गति को ट्रैक करते हैं आप यह जानते हैं कि प्यूपिलोमीटर ऐसा ही होता है कि उसमें सिर्फ पुतली को मापने की कोशिश शुरू होती है आप जानते हैं कि गहने आइटम निर्माता जब वे इसे पेश करते हैं तो उन्होंने पाया कि लोगों को कुछ मामलों में गहने पसंद करते हैं मान लीजिए हार या कुछ और डिजाइन लेकिन उन्होंने इसे नहीं खरीदा और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने लिया इसे पसंद करने के बजाय उन्होंने नकारात्मक कहा हमें यह पसंद नहीं आया लेकिन वास्तव में मशीन के अनुसार वो पसंद कर रहे थे इससे पता चलता है कि उनकी आंखें पुतली का आकार बदल रही थीं लेकिन इसलिए वे नकारात्मक उत्तर का कारण समझ गए क्योंकि वे उस विशेष वस्तु के लिए कीमत का भुगतान करने में सक्षम नहीं है हो सकता है कि यह बहुत महंगा था हालांकि उन्हें पसंद आया था इस स्थिति से बचने के लिए कंपनी ने एक ही डिजाइन बनाना शुरू कर दिया और इसे कम कीमत पर रख दिया और इसके बाद लोगों को पसंद आया वे खरीदना शुरू करते हैं क्योंकि यह उनके बजट में था वॉयस पिच एनालाइजर एक ऐसी चीज है जहां आप समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है यह समझने के लिए कि क्या व्यक्ति सच बोल रहा है और वह कितना प्रभावशाली है तरीके से कह रहा है यह समझने के लिए कि मॉड्यूलेटर वॉयस व्यक्ति की पिच पर चिह्नित है तो अगर वह अपने विचार में विश्वास कर रहा है जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक रैली या वाद विवाद को संबोधित करते हैं तो जिस तरह से वे बोलते हैं वह प्रभावित होता है तो दर्शकों का व्यवहार उसकी आवाज के अनुसार बदलता है तो सही यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो और ऑडिट में आप कुछ फैक्चुअल डेटा को समझने का प्रयास करते हैं तो डेटा शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से एकत्र किया गया हैं वे मूल रूप से भौतिक वस्तुओं की गणना पर आधारित होते हैं तो मान लीजिए कि रुचि की कुछ रुचि है तो आप जांचें कि यह कितनी बार होती है उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने कहा सामग्री में विश्लेषण किया जा रहा है अब आप देखिए मैं कंटेंट एनालिसिस के बारे में कह रहा था तो यह उद्देश्य एक संचार की प्रकट सामग्री का व्यवस्थित और मात्रात्मक विवरण कह रहा है अब मान लीजिए कि यदि कोई आपका उपयोग कर रहा है किसी भाषण या डिलीवरी या लेखन में जिसे आप जानते हैं या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो मैन्युअल रूप से लिखा गया है विशेष शब्द जैसे विकास प्रगतिशील और सकारात्मक बहुत बार दोहराया जा रहा है तो हम समझते हैं कि इस कंपनी का मतलब भी वही है या कम से कम यह उसी तर्ज पर सोच रही है लेकिन मान लीजिए अगर किसी के पास नकारात्मक थोड़ी अधिक है तो हम भी सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक उदाहरण है तो इसी तरह आपकी रिसर्च में रुचि क्या आती है एनालिटिकल श्रेणियां इकाइयों को वर्गीकृत करने के लिए विकसित की जाती हैं और संचार निर्धारित नियमों के अनुसार टूट जाता है तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं उदाहरण के लिए कई सॉफ्टवेयर है इनमें से एक अटलांटा या कुछ और है मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं है आप उस पर जांच कर सकते हैं तो अवलोकन के स्पष्ट रूप से फायदे हैं क्योंकि वे पक्षपाती नहीं हैं और वह सबसे बड़ा लाभ है लेकिन यदि आप इसे देखें तो देखी गई घटनाएं अक्सर होती हैं या कम अवधि में होती हैं अवलोकन के तरीके काफी बेहतर हो सकते हैं और आप इसे सर्वेक्षण से तेज और सस्ता जानते हैं क्योंकि सर्वेक्षणों में लंबा समय लगता है और सर्वेक्षण पक्षपाती होते हैं क्योंकि यदि प्रतिवादी आपको गलत उत्तर दे रहा है तो उसके वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है तो यह कुछ ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि अवलोकन और सर्वेक्षण विधियों में क्या हो रहा है अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं जो आपको समझा दूँ कि हर शोध की अपनी समस्याएं होती हैं तो ऐसा कोई शोध नहीं है जो त्रुटियों से मुक्त हो वास्तव में जीवन में त्रुटि हमारी जीवन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है इसलिए यह समझना होगा कि हर शोध भी एक त्रुटि के साथ होती है उदाहरण के लिए हम एक शोध कैसे शुरू करते हैं तो हम एक समस्या की पहचान के साथ शुरू करते हैं इसलिए एक बार जब आप समस्या की पहचान कर लेते हैं तो आपने किसी तरह का साहित्य समीक्षा तैयार की है फिर आपने जो साहित्य विकसित किया उसे करने के बाद आपने निर्माण करने के बारे में सोचा आपकी परिकल्पना सही है तो आपने परिकल्पना के बारे में सोचा तो आपके पास अपने तरीके सही थे इसलिए कार्यप्रणाली में या उदाहरण के लिए यहाँ मैं कहूंगा कि अनुसंधान डिजाइन आता है तो फिर हम यह सही कर रहे हैं तो प्रत्येक चरण में यदि आप चिह्नित करते हैं तो अब मान लीजिए कि आपने अपनी परिकल्पना का विकास किया है लेकिन आपने जिस पद्धति का उपयोग किया है मान लीजिए कि आपने किस प्रकार के पैमाने का उपयोग किया है किस प्रकार का नमूनाकरण इस्तेमाल किया है ये सभी चीजें हालांकि हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे तो यह पैमाना नमूना यदि आप इसे संयोग से गलत चुनते हैं तो सिस्टम में त्रुटियां पेश की जाती हैं और आपके द्वारा की गई प्रत्येक त्रुटि के साथ यदि आपने इसे गलत तरीके से मापा है उदाहरण के लिए एक पैमाने में या आपने अपने अध्ययन के लिए गलत नमूना लिया है तो आपका पूरा परिणाम गलत होगा तो शोध के दौरान बहुत सावधान रहना पड़ता है इसके विभिन्न तरीके क्या हैं यह जानें कि कोई व्यक्ति शोध को सही तरीके से कैसे कर रहा है तो हम अगले सत्र में देखेंगे I मैं अब इसे लेने वाला नहीं हूं तो बस मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूं कि शोध त्रुटियां होंगी और आपको इसकी इन त्रुटियों को यथासंभव कम करने की आवश्यकता होगी तो उदाहरण के लिए कार्यप्रणाली से आगे आइए मान लीजिए कि हमें डाटा मिल रहा है यहां तक कि डेटा संग्रह भी है अब डेटा संग्रह में भी गलतियाँ कर सकता है और शोध त्रुटि हो सकती है फिर डेटा संग्रह से हम डेटा विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं इसकी गारंटी कहां है कि कोई व्यक्ति डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण के गलत तरीके का उपयोग न करे इस बात की बहुत अधिक संभावना है मान लीजिए कि आपको एक केंद्रीय प्रवृत्ति या साधनों का परीक्षण करना है उदाहरण के लिए लेकिन साधनों के परीक्षण का परीक्षण करने के बजाय आप परीक्षण के कुछ अन्य तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन से सही अनुसंधान उपकरण का उपयोग किया जाता है लेकिन इसके विपरीत वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे कुछ ऐसा उपयोग करते हैं जिसका उपयोग करना जानते हैं तो परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर आपको कोई भी परिणाम देगा क्योंकि यह तभी होता है जब आप कुछ डेटा डालते हैं सॉफ्टवेयर आपको कुछ आउटपुट देगा लेकिन यह बिल्कुल गलत है तो जब आप यह डेटा विश्लेषण कर रहे हैं तो डेटा संग्रह डेटा विश्लेषण तो ठीक है और आपके हर कदम पर विश्लेषण गलत तरीके से इसे करने का डर है और आप जानते हैं कि आप एक त्रुटि का परिचय दे रहे हैं तो बहुत सावधान रहना होगा तो एक शोधकर्ता के रूप में बहुत सावधान रहना होगा यह केवल विधि के साथ ही नहीं है यह आपके माध्यम से हो सकता है जिस तरह से आप इसे देख रहे हैं जिस तरह से आप डेटा एकत्र करते हैं प्रश्न क्या हैआपने प्रश्नावली के सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में प्रश्न पूछे हैं तो आप का पैमाना क्या है सही नमूना या गलत नमूना है और अंत में एक बार जब आप डेटा एकत्र कर लेते है क्या इस डेटा को शुद्धिकरण के लिए जांचा जा रहा है यह डेटा वितरण सबसे पहले किस तरह का है उदाहरण के लिए क्या यह डेटा सामान्य रूप से वितरित डेटा है या यह बाय नॉमिनल वितरण का पालन कर रहा है या यह पॉइसन वितरण का अनुसरण कर रहा है तो किस तरह का डेटा वितरण है तो यह भी चिंता का विषय है इसलिए यदि आप संयोग से इसे गलत बताते हैं तो आपका विश्लेषण पर भारी प्रभाव पड़ सकता है और व्याख्या पूरी तरह से गलत हो सकती है तो हम अगले सत्र में क्या करेंगे मैं आपको विभिन्न शोध त्रुटियों से परिचित कराऊंगा और जिससे एक शोधकर्ता गुजर सकता है और वह कैसे इससे बच सकता है